नमस्कार इस विशेष लैब मोड्यूल में आपका स्वागत है यहाँ हम एक्चुएटर के विषय में पढेंगे एक्चुएटोर्स स्मार्ट मेमोरी एलाय का स्प्रिंग के रूप में उपयोग करना पड़ेगा उदाहरन के लिए मान लीजिये यदि मेरे पास एक सिलिंडर है और सिलिंडर में नली अर्थात ट्यूब है मै इस ट्यूब को इस दिशा में मोड़ना चाहता हूँ तो यदि मै सिलिंडर को खोलता हूँ तो एक ट्यूब है जो कि इस दिशा में जा रही है तो आप इसे किस प्रकार परिवर्तित करेंगे ट्यूब को मोडने के लिए आप सिलिंडर के अंदर इस स्मार्ट एक्चुएटर् एक तकनीकी शब्द है अब हम किस प्रकार इसे मोड अथवा परिवर्तित कर सकते है यदि आप विशेष रूप से इस एक्चुएटर जिसे स्मार्ट मेमोरी एलाय के क्षेत्र में जैवचिकित्सीय रोबोटिक्स में SMA के रूप में स्मार्ट एक्चुएटर का उपयोग किया जाता है यदि आपने स्मार्ट एक्चुएटर की कार्यशैली तथा सिधांत को समझ लिया तो आपके आप कई दिलचस्प विचार तथा समस्याए हो सकती हैं अलविदा सभी को नमस्कार सेन्सर्स तथा एक्चुएटर के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है आज के इस मोड्यूल में हम स्मार्ट मेमोरी एलॉय अर्थात शेप मेमोरी एलॉय के विषय में पढेंगे तथा इसके महत्व को समझेंगे हम एक्चुएशन है और जब हम मिनट सेन्सर्स के अनुकूल हो जिससे आप आपनी आवश्कतानुसार इसका समस्त आकार कम कर सके अथवा वज़न घटा सके ये सभी समन्वय तभी सम्भव है जब हमारे छोटे डिवाइसेस के अनुकूल विभिन्न पदार्थ हमारे पास हो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारे पास SMA पर आधारित एक्चुएटर्स भी कहते हैं शेप मेमोरी एलाय्ज होती हैं तो जब तापमान परिवर्तित किया जाता है तब इन एलायज़ अर्थात मिश्र धातुओ की क्रिस्टल संरचना भी बदल जाती है और वे अपनी उस विशेष अवस्था में वापस चले जाते हैं जो अवस्था उन्हें याद होती है अथवा जिसे याद करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया है जब मै आपसे अवस्था को याद करने के विषय में बात कर रहा हूँ तब इसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है आप इस शेप मेमोरी एलाय को किस प्रकार प्रशिक्षित कर सकते हैं यह हम प्रयोगों में वास्तविक रूप में देखेंगे उदाहरन के लिए हमारे पास निटिनोल आधारित SMA है इसका व्यास 100 माइक्रोन है चलिए देखते हैं की आप इसे किस प्रकार प्रशिक्षित करते हैं और दो चरणों ऑस्टेनाईट अवस्था में बदलते हैं और तब वास्तव में आपके पास विभिन्न उपयोग हो सकते हैं अर्थात यदि एक बार आप यह जान गये कि अपने SMA को किस प्रकार प्रशिक्षित करना हैं तब आप इसका उपयोग कई क्षेत्रों में कर सकते हैं चूंकि यह वजन में हल्का है तथा यह आपके हायड्रयूलिक या मोटर आधारित एक्चुएटर की जगह आसानी से ले सकता है इसीलिए यह आज कल बहुत प्रचलन में है क्योंकि ये आकार में अत्यंत ही छोटे होते हैं तथा इनका एकसाथ उपयोग करके आप अपने डिवाइस अर्थात यंत्र का आकार कम कर सकते हैं तथा एक्चुएटर की सम्पूर्ण कार्यविधि को एक अत्यन्त छोटे से चिप में करके रख सकते हैं इसीलिए यह मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम आपका परिचय स्मार्ट एलाय से करा रहे हैं चलिए अब देखते हैं की शेप मेमोरी एलाय को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है और अगर आप वास्तव में उत्सुक हैं तो आप इसके उपयोगो को देख सकते हैं SMA के कई उपयोग हैं उदाहरन के लिए शेप मेमोरी एलाय का उपयोग उड्डयन उद्योग अर्थात स्पर्शनीय संवेदन को प्राप्त किया जा सकता है तो यह SMA की सहायता से विभिन्न क्षेत्रो में इसके उपयोग हैं' परन्तु आज इस सत्र में हम SMA को किस प्रकार प्रशिक्षित कर सकते हैं यह देखेंगे जिससे की यह याद रखता है की हमने इसे किस प्रकार तथा किस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित किया है जिससे आप इसे विभिन्न आकार में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं और तब आप इसे एक्चुएट कर सकते हैं अर्थात गति दे सकते हैं और तब यह अपने आकार में वापस आ जाता है जो की इसने सीखा है अब हम इसका उपयोग अपने उद्देश्य के लिए कर सकते हैं तो यहाँ मेरे हाथ में SMA हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे इसका व्यास 100 माइक्रोन है इस शेप मेमोरी एलाय का नाम फ्लेक्सिनोल से लाया हूँ तो यह मेरे हाथ में यह शेप मेमोरी एलाय है जिसे मैं ऑनलाइन द्वारा लाया हूँ यह 100 माइक्रोन व्यास का SMA और इसे फ्लेक्सिनोल है यह अत्यधिक पसंदीदा विकल्प है क्योंकि अन्य SMA's की तुलना में इसकी स्थिरता अधिक अच्छी है और यह मिश्रधातु अधिक थर्मो मैकेनिकल स्टेबल के दोनों फेजों में संचालित कर सकते हैं चलिए अब हम यह देखते हैं कि जूल हीटिंग किस तरह से किया जाता है आम तौर पर एक्चुएटोर्स जूल हीटिंग द्वारा इलेक्ट्रिकली सक्रीय हो जाते हैं इसीलिए आपको प्रशिक्षण की सम्पूर्ण कार्यविधि दिखाई जायेगी मेरे साथ यहाँ श्री रबीह है जो कि आपको शेप मेमोरी एलाय का प्रशिक्षण दिखायेंगे तो आकार के साथ SMA को जोड़ने के लिए आपको किस वस्तु की आवशयकता है और इसके बाद आपको इसे गर्म करना होगा इसीलिए प्रशिक्षण के लिए हमारे पास यह सेट अप है जहाँ ऑनलाइन से खरीदा गया 100 माइक्रोन फ्लेक्सिनोल अथवा निटिनोल SMA है इसिलिये उसने इस पेंच को फिक्स कर दिया है अब वह इसे इस प्रकार आकर देगा कि यह इस आकार को याद रख लेगा अब हमारे पास यह स्क्रू है तो यह इसे इस प्रकार घुमायेगा कि हमे एक स्प्रिंग मेकेनिस्म की वजह से हुआ है इसीलिए तापमान में बदलाव की वजह से आकार परिवर्तन हुआ है इसीलिए चलिए देखते हैं कि किस प्रकार हम आकार को याद रख सकते हैं अथवा प्रशिक्षित कर सकते हैं अब रबीह के पास 100 माइक्रोन व्यास वाला फ्लेक्सिनोल या निटिनोल SMA है अब सर्वप्रथम वह इसे उपयोग की आवशयकतानुसार वांछित आकार में फिक्स करेगा अब उसके पास एक थ्रेड वाला पेंच या बोल्ट है और वह SMA के चारो ओर तार को लपेड रहा है इसे एक सिरे से फिक्स करेगे और चूंकि आपको स्प्रिंग जैसी संरचना की आवशयकता है इसीलिए वह पूरे SMA को इसके चारो ओर लपेट रहा है तो पहला चरण है आपकी इच्छानुसार SMA के आकार को फिक्स करना और उसके बाद हमे इसे प्रशिक्षित तथा याद रखना है जिससे कि यह पुनः वापस अपने आकार में लौट आये जब यह एक आकार को सीख लेता हैतो दो अवस्थाओं के बीच में बदलाव होने के बाद यह याद किये गए आकार में वापस लौट जाता है तो जैसा कि आपने देखा कि उसने इसे दोनों सिरों से फिक्स किया तथा और धागों के चारों ओर इसे घुमाकर लपेट दिया है अब दूसर चरण में हमे इसे गर्म करना है इसिलए सम्पूर्ण कार्यविधि का कारण जूल हिटिंग है इसका अर्थ है कि तापमान में बदलाव की वजह से एक्चुएशन होता है तो अब हमारे आवशयकतानुसार SMA का आकार हो गया है अब वह इसे 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेगा इसीलिए शेप मेमोरी एलॉय ठंडा होने पर यह अपने याद किये गए आकार में वापस आ जाता है जब इसे गर्म किया गया था तो इसके चारो ओर कुछ वोल्टेज आपूर्ति करके तथा इसमें से विद्युत् का संचालन करके हम इसे गर्म कर सकते हैं अब यह याद करेगा हम इस समय SMA को प्रशिक्षण दे रहे हैं तो अब वह SMA को 4 से 5 मिनट के लिए गर्म करेगा इसीलिए आप SMA को गर्म करके एक आकार में रहने का प्रशिक्षण दे रहे हैं अब कुछ समय के लिए यह 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है अब चूंकि उच्च ताप मान की वजह से एलॉय में क्रिस्टलोंग्राफ़िक बदलाव होते हैं और यह आकार को याद रखता है यह निटिनोल आधारित SMA है तो जैसे ही गर्म करने की प्रक्रिया समाप्त होती है हम तुरंत इसे ठन्डे पानी में डाल देते हैं अब चूंकि हमने इसे गर्म किया है अगले चरण में हम इसे जल्दी से पानी में डाल देते हैं तो इसे हम फिक्सिंग टूल की सहायता से बाहर निकालते लेते हैं तथा इसे पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है जैसे ही गर्म होता है यह आकार सीख लेता है और जब यह ठंडा होता है हमने अवस्थाओ को बदल दिया है यह सम्पूर्ण प्रक्रिया SMA के प्रशिक्षण को लेकर है इसीलिए हमने इसे हटा दिया है एक बार जब हमने इसे 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लिया है हम SMA को टेस्ट बेंच के बाद हमने इसे आपूर्ति से जोड़ दिया है और धीरे से हम इसे 2 वोल्टस औए उसके बाद 05 Amps देंगे और धीरे धीरे विद्युत् को बढायेगे और चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार यह अपना आकारवापस प्राप्त करता है यह ठंडी अवस्था मार्टेसाईट से निकलता है यहाँ फेज़ 1 से फेज़ 2 के बीच बदलाव होता है फेज़ 2 ऑस्टेनाईट अवस्था है ऑस्टेनाईट अवस्था में हमने इसे आकार को याद करने का प्रशिक्षण दिया है अब यदि हम निकट से ध्यान दे तो जैसे ही आप विद्युत् को बढ़ाना प्रारम्भ करते हैं यह प्रोब को अपनी ओर खींचता है इसीलिए यह एक्चुएशन क्रियाविधि है तथा यह सभी पारम्परिक एक्चुएटोर्स की जगह ले रही है अब हाइड्रोलिक अथवा मोटर आधारित एक्चुएटर्स इत्यादि सभी की जगह हल्के वजन तथा ठोस अवस्था वाले विकल्प उदाहरन के लिए शेप मेमोरी एलॉय ने ले ली है इसिलए जैसा कि आप देख सकते हैं धीरे से पूरा तार अपनी सीखी हुई अवस्था प्राप्त कर लेता है इसीलिए यह ऑस्टेनाईट अवस्था मिश्र्धातुये भी उपलब्ध है तथापि स्थिरता तथा वास्तविक उपयोगो के लिए निटिनोल आधारित ही बेहतर है साथ ही अन्य की तुलना में इनका थर्मो मैकेनिकल परफॉरमेंस का उपयोग तथा इसके विभिन्न प्रयोग देखेंगे तो इस प्रकार आप अपने सुपर मेटल को मेमोरी इफ़ेक्ट का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं इसीलिए अब हम यह जानते हैं कि हम शेप मेमोरी एलॉय को प्रशिक्षित कर सकते हैं हम विभिन्न व्यासों वाले जैसे 100 माइक्रोन के पतले तार तथा उनके विभिन्न एलॉय का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें इस कार्यविधि के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं पहला चरण है अपनी आवशयकतानुसार वाँछित आकार प्राप्त करना और इसे 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना तथा इसके पश्चात तुरंत इसे ठंडा करना इसीलिए एक बार जब यह हो जाता है जो आकार हमने एलाय को दिया था वह इसे याद रखता है तथा प्रत्येक बार जब हम इसे गर्म करते हैं तो यह उसी आकार में वापस चला जाता है जिसे हमने सीखा था हमने एलाय को इस कार्यविधि के लिए प्रशिक्षित कर दिया है इसीलिए अभी के लिए हमारे पास एक साधारण स्प्रिंग कार्यविधि है और चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार हम इसका उपयोग अपने उद्देश्य अर्थात एक्चुएटिंग के लिए कर सकते हैं आज के सत्र के लिए बस इतना ही अगले सत्र में हम SMA के उपयोग देखेंगे तथा यह भी देखेंगे कि किस प्रकार SMA का उपयोग माइक्रोइंजीनियर्ड डिवाइसेस में हल्के भार वाले एक्चुएटर के रूप में किया जा सकता है धन्यवाद